छात्रों का स्वागत हैं तो हम मानक लागत के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि कैसे मानक लागत बजटीय नियंत्रण या बजट और बजटीय नियंत्रण प्रणालियों से अलग है और कैसे यह उत्पादन की लागत को नियंत्रित करने में उपयोगी है तो इससे पहले कि हम मानक लागत के विभिन्न हिस्सों के बारे में आगे बढ़ें और इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानें हम किसी भी निर्माण या सेवा संगठन में मानक लागत प्रणाली को लागू करने या लाने के कुछ पूर्वापेक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे सही है अब ये पूर्वापेक्षाये मोटे तौर पर तीन हैं एक लागत केंद्रों की स्थापना है दूसरा मानकों की पहचान है और तीसरा मूल रूप से मानकों की स्थापना है सही है एक बार जब हमने लागत केंद्रों की पहचान कर ली है मानकों की पहचान कर ली है विभिन्न प्रकार के मानक फिर हम मानकों को स्थापित करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे इसलिए एक निर्माण संगठन में एक रूप में लागत केंद्रों की स्थापना नही होती बल्कि अलग अलग लागत केंद्र इकाइयां और उप इकाइयां हो सकती हैं क्योकि हमें उत्पादन की कुल लागत को नियंत्रित करना है इसलिए यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि विनिर्माण प्रक्रियाओं के किस स्तर पर लागत बढ़ी है क्योंकि अगर आप जानते हैं अगर मै जानता हूँ कि मैंने पूरी फर्म को अलग अलग लागत केंद्रों में विभाजित किया है तो क्या होगा हम उम्मीद कर रहे थे कि उत्पाद की कुल लागत उदाहरण के लिए हम इस पेन के बारे में बात करते हैं इस पेन की अनुमानित कीमत पचास रुपये थी लेकिन वास्तव में यह लागत पैंसठ रुपये है किस स्तर पर लागत बढ़ी है उचित लागत केंद्रों की स्थापना के बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि पंद्रह रुपये की अतिरिक्त लागत कैसे आई है इसलिए पहली बात यह है कि हम पूरी फर्म को विभिन्न लागत केंद्रों में विभाजित करते हैं विनिर्माण उत्पादों के मामले में लागत केंद्र कच्चे माल की खरीद से शुरू होता है आप मुझसे सहमत होंगे कि किसी भी निर्माण प्रक्रिया में पचास से पचपन प्रतिशत या साठ प्रतिशत लागत सामग्री की वजह से होती है यह सामग्री लागत है इस पेन में पचास प्रतिशत या पचपन या कहें कि इस पेन की साठ प्रतिशत लागत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने इस पेन का निर्माण करने के लिए सामग्री का उपयोग किया है इसलिए उत्पादन की कुल लागत में इसका सबसे बड़ा योगदान है यह सबसे बड़ा योगदानकर्ता है उत्पादन लागत में इसलिए हमें वही से शुरू करनी होगी सामग्री की खरीद से इसलिए एक केंद्र पहला लागत केंद्र हो सकता है जिसे खरीद विभाग या सामग्री खरीद का विभाग के रूप में जाना जाएगा और हम पूर्व निर्धारित मूल्य पूर्व मानकीकृत मूल्य को तय कर सकते हैं जिस पर हमें कच्चे माल की खरीद करनी होगी प्रति इकाई इस कीमत पर कच्चे माल या विभिन्न कच्चे माल की खरीद करनी होगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मानकों को तय करने और मानकों के निर्धारण में विशेषज्ञ शामिल हैं वे यह जानते हैं कि कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की सामग्री आवश्यक हैं वे बाजार में कहां उपलब्ध हैं वे किस कीमत पर बाजार में उपलब्ध हैं कहा से हमें उस सामग्री की खरीद करनी चाहिए और हमें वह सामग्री किस कीमत पर खरीदनी चाहिए तो उसके आधार पर खरीद विभाग को सूचित किया जाता है या मानकों के बारे में बताया जाता है दूसरा भंडारण विभाग हो सकता है एक बार सामग्री के फर्म में आने के बाद क्योंकि खरीद विभाग का काम ऑर्डर खरीदना स्रोत की पहचान करना कीमत पर मोल भाव करना और खरीद का आर्डर देना है जब सामग्री आती है तो उसे भंडार में जाना पड़ता है भंडार एक और लागत केंद्र हो सकता है क्योंकि भंडार स्तर पर भी लागत है भंडारण की खुद की लागत है सामग्री में किए गए निवेश की लागत है वहाँ इन्वेंट्री लागत है सही है जो भंडारण लागत है जो निवेश लागत है जो कि अप्रचलित लागत है और आउट ऑफ़ स्टॉक लागत है तो अगर भंडार को ठीक से प्रबंधित या रखरखाव नहीं किया गया है तो सामग्री वहां खराब भी हो सकती है और या वह सामग्री अप्रचलित हो सकती है और हमें इसके लिए लागत का भुगतान करना होगा तो भंडारण विभाग एक विभाग हो सकता है जो एक स्वतंत्र केंद्र हो फिर भंडारण से सामग्री विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं तक जाती है इसलिए उदाहरण के लिए यदि केवल एक विनिर्माण प्रक्रिया है तो वह लागत केंद्र है उदाहरण के लिए सामग्री चार अलग अलग प्रक्रियाओं उप प्रक्रियाएं से गुजरती है ये हैं पहला अर्ध निर्मित फिर दूसरा अर्ध निर्मित तीसरा अर्ध निर्मित फिर चौथे को निश्चित रूप से तैयार उत्पाद है फिर या तो आप चार प्रक्रियाओं को चार जिम्मेदार केंद्रों में विभाजित कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि कुल विनिर्माण घटक एक जिम्मेदारी केंद्र है उत्पादन से यह बाजार में जाता है आंशिक रूप से यह बाजार में जाता है आंशिक रूप से यह गोदाम में जाता है क्योंकि संयंत्र से सीधे बाजार में सब कुछ नहीं बेचा जाता है यदि यह बाजार में जाता है तो वितरण लागत एक केंद्र है बिक्री के बाद सेवा केंद्र ये दो अलग अलग केंद्र हैं फिर गोदाम में आने वाली सामग्री की लागत भंडारण लागत और वह एक और केंद्र है तो पूरे का मतलब यह है कि घटक और उप घटक जो उत्पादन की कुल लागत में योगदान कर रहे हैं उन्हें स्वतंत्र व्यक्तिगत केंद्रों के रूप में पहचाना जा सकता है और हम यह पता लगा सकते हैं कि किस स्तर पर कितनी लागत की उम्मीद है और फिर अगले स्तर पर कितनी लागत की उम्मीद है और आप इस तरह से उत्पाद की कुल मानक लागत का अनुमान लगा सकते हैं और कल जब कहने के लिए लागत नियंत्रण का उपयोग करते है तो वास्तविक लागत के साथ मानक लागत की तुलना करते हुए आप यह पता लगा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि खरीद क्या थी मानक खरीद मूल्य वास्तव में कितनी कीमत का भुगतान किया गया है भंडारण की अपेक्षित लागत क्या थी कितना भंडारण हुआ है प्रसंस्करण लागत क्या थी वास्तव में प्रसंस्करण लागत कितनी हुई है वितरण लागत क्या थी वास्तव में वितरण लागत का कितना भुगतान किया गया है और बिक्री और बिक्री के बाद सेवा लागत कितनी थी हम इसे पहले से जानते हैं और हम वास्तविक आंकड़े भी जानते हैं आप जानते हैं वास्तव में आप जानते हैं कि लागत किस स्तर पर बढ़ी है अब मैं आपको इस लागत नियंत्रण के बारे में एक शास्त्रीय उदाहरण बताऊंगा और इस केस में में बिजली पैदा करने वाली कंपनियों बिजली बोर्ड के उदाहरण पर चर्चा करूँगा ये वे बिजली बोर्ड हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे और आज हमारे पास बिजली कंपनियां हैं इसलिए पहले अलग अलग राज्य स्तरों पर बिजली बोर्ड थे जो बिजली का उत्पादन और वितरण कर रहे थे मोटे तौर पर उनके संचालन को तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है एक यह है फिर यह है और फिर यह है इसे उत्पादन कहा जाता है इसे संचरण कहा जाता है फिर इसे वितरण कहा जाता है अब पहले जब बिजली बोर्ड था तब यह एकल इकाई थी और बिजली बोर्ड इन तीनों कार्यों के लिए जिम्मेदार था वे बिजली का उत्पादन भी कर रहे थे वे बिजली का संचरण भी उत्पादन स्थल से दूसरी जगह जैसे केंद्रीय ग्रिड कर रहे थे और फिर उस ग्रिड से उस बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा था उदाहरण के लिए हमने अनुमान लगाया है कि बिजली की प्रति इकाई उत्पादन लागत जो उपभोक्ता को आ रही है वो पाँच रुपये होने की उम्मीद है लेकिन वास्तव में लागत बढ़ गई है जो कि कुल मिलाकर आठ रुपये हो गई है यदि आप कुल निवेश लागत कुल उत्पादन लागत संचरण लागत और वितरण लागत की बात करें तो कुल लागत में वृद्धि हुई है और जो कुछ भी राजस्व हमें बिजली को लोगों को बेचकर मिला है वह हमारे लागत से मेल नहीं खा रही है क्योकि हमारा कुल निवेश बहुत अधिक है प्रति इकाई लागत बहुत अधिक है हम लोगों से जो राजस्व प्राप्त कर रहे हैं वह बहुत कम है और आखिरकार क्या हुआ इन बिजली बोर्डों को नुकसान होने लगा और जब वे घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सके तो अधिकांश बिजली बोर्ड बहुत खराब स्थिति में चले गए और कुछ राज्यों ने बिजली बोर्डों को बंद कर दिया अब सरकार ने व्यवस्था को सुधारने के लिए इन दिनों जो व्यवस्था की है उसमे बिजली बोर्ड को तीन अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया गया है एक कंपनी बिजली बोर्ड है जो बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं वे केवल बिजली पैदा करेंगे और एक अन्य निकाय बनाया गया है जो बिजली के संचरण के लिए जिम्मेदार हैं और तीसरा वितरण क्षेत्र है जिसका बड़े पैमाने पर निजीकरण हो गया है तो उत्पादक कंपनी बिजली उत्पन्न करती है और केंद्रीय ग्रिड या विपणन कंपनी को देती है जिसे संचरण कंपनी के रूप में जाना जाता है सही है तो उत्पन्न हुई बिजली सामान्य नुकसान के लिए भरपाई करने के बाद उदाहरण के लिए बिजली की 100 इकाई यहीं से शुरू होती है और हम जानते हैं कि सामान्य संचरण हानि के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि 95 इकाइयों को यहां तक पहुंचना चाहिए और इस संचरण से वितरण तक 90 इकाइयों को यहां तक पहुंचना चाहिए तो इसका मतलब है कि आप बता सकते हैं कि 100 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्या है साथ साथ संचरण और वितरण लागत को जोड़ने के बाद कुल लागत को इन 90 इकाइयों से वापस प्राप्त करना होगा तो इसका मतलब है कि कुल लागत को 90 इकाइयों द्वारा विभाजित किया जाएगा क्योंकि हमने 100 इकाई उत्पन्न किए हैं और सामान्य संचरण घाटा T L losses 5 इकाई है हम उम्मीद करते हैं कि सामान्य नुकसान हो सकता है और फिर से वितरण में 5 इकाई का नुकसान हैं तो इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि १०० इकाइयाँ उत्पादन स्तर से शुरू होती हैं केवल 90 इकाइयाँ ही वितरण कंपनी तक पहुँचती हैं और लागत इस तरह से होती है कि इस 100 इकाईयों की कुल लागत को हमें बाजार में 90 इकाइयों को बेचकर पुनर्प्राप्त करना होगा इसलिए कुल लागत को 90 इकाइयों से भाग दिया जायेगा और फिर तीनों स्तरों पर मार्जिन को जोड़कर जो प्राप्त होगा लोगों से वही शुल्क लिया जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आप यह जानते हैं कि कितनी इकाइयाँ उत्पन्न हुई थीं और कितनी इकाइयाँ संचरण कंपनी को प्राप्त हुई थीं अपेक्षित नुकसान 5 इकाइयाँ थीं लेकिन यदि उदाहरण के लिए यहाँ 95 नहीं बल्कि 80 इकाइयाँ पहुँची होती और वितरण स्तर पर केवल 70 इकाइयाँ पहुँची होती तो इसका मतलब यह है कि अपेक्षित नुकसान संचरण स्तर पर 20 इकाइयां और वितरण स्तर पर 10 इकाइयां है जिसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं ये तीन लागत केंद्र हैं एक है उत्पादन दूसरा है संचरण तीसरा वितरण है और हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि समस्या कहां से आयी है क्या उत्पादन में समस्या है या क्या संचरण में समस्या है तो समस्या इस अंतराल में है यह इस हिस्से से उस हिस्से तक है यह हम आसानी से पता लगा सकते हैं और जिम्मेदारी को ठीक से तय कर सकते हैं पहले जब केवल एकल इकाई थी तब तीनों कार्य उस एकल इकाई द्वारा किए जाते हैं और यह पता लगाना संभव नहीं है कि कितनी इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती हैं कितनी इकाइयों को प्रेषित किया जा रहा है और कितनी इकाइयों को वितरित किया जा रहा है फिर आप लागत को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं यही स्थिती पूरी फर्म को अलग अलग जिम्मेदारी केंद्रों में विभाजित करने को लेकर है और उनकी जिम्मेदारियों को तय करने के साथ है क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि किसी जिम्मेदारी केंद्र के एक दिए गए स्तर पर लागत का अपेक्षित स्तर क्या है नंबर दो मानकों की पहचान है वैचारिक भाग में सिद्धांत में या सामान्य मानक भाग में यदि आप मानकों के सैद्धांतिक आधार के बारे में जानना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि मानक मोटे तौर पर दो व्यापक श्रेणियों के होते हैं एक बुनियादी मानक हैं और दूसरा वर्तमान मानक हैं बुनियादी मानकों को मूल रूप से आप कह सकते हैं कि उन्हें दीर्घकालिक दीर्घकालिक अवधि के लिए रखा जाता है जब हम बाजार में एक उत्पाद पेश करते हैं उदाहरण के लिए जब निरमा को बाजार में 10 रुपये प्रति इकाई पेश किया गया था तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा मानक तय किया हो कि उत्पादन लागत को 7 रुपये प्रति इकाई प्रति किलोग्राम रहे और यह लागत अगले तीन चार सैलून तक रहेगी और मुझे लगता है कि वे उम्मीद करते थे कि हम केवल 7 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ प्रबंधन कर सकते हैं और अगले तीन चार वर्षों के लिए 10 रुपये में उत्पाद बेच सकते हैं इसलिए यह बुनियादी मानक था यह व्यापक दिशा निर्देश है आप कह सकते हैं बुनियादी मानक व्यापक दिशा निर्देश हैं और फिर उस व्यापक दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए हमने निरमा के 1 किलो के धुलाई पाउडर को 7 रुपये के निर्माण लागत के साथ शुरू किया अब अगले 6 महीनों में हमें मानकों की समीक्षा करनी है और फिर उन मानकों को हम बदलते या उन्नयन करते रहते हैं उन्हें वर्तमान मानक कहा जाता है अर्थात आप समय के विभिन्न बिंदुओं में होने वाले परिवर्तनों को शामिल कर रहे हैं क्योकि कारकों में कोई परिवर्तन हो सकता है शायद कच्चे माल की लागत बढ़ गई है या श्रम लागत बढ़ गई है हम उम्मीद कर रहे थे कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि नहीं होगी श्रम लागत में वृद्धि नहीं होगी लेकिन यह बढ़ गई है तो आपको इसका मतलब है कि हमें मानकों को संशोधित करते रहना होगा इसलिए उन्हें वर्तमान समय के अनुसार वर्तमान मानक के रूप में जाना जाता है उदाहरण के लिए वर्तमान बजट क्षितिज 3 महीने या 6 महीने या 1 साल का हो सकता है वर्तमान मानकों में भी हम कहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक है तब उसे आदर्श मानक कहेंगे अगर सब कुछ हमारी उम्मीदों के अनुसार होता है तो ऐसी लागत क्या होनी चाहिए उसे एक आदर्श मानक कहा जाता है लेकिन आदर्श मानक आदर्श मानक प्राप्त को हर समय प्राप्त करना संभव नही है अब आप कह रहे हैं कि आप धुलाई पाउडर का निर्माण करना चाहते हैं कास्टिक सोडा इस मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए लेकिन हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जहां से जिस खदान से कास्टिक सोडा आ रहा हो वहां उत्पादन कम हो गया हो इसलिए हम कीमत से मेल रखने में सक्षम नहीं हैं कीमत बढ़ गई है कभी कभी आपूर्ति एक समस्या है हमने सोचा था कि बाजार में सामान्य आपूर्ति बनी हुई है लेकिन बारिश के मौसम के कारण आपूर्ति श्रृंखला समस्या के कारण कास्टिक सोडा बाजार में उपलब्ध नहीं है तो एक मानक आदर्श मानक तब है जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार सब कुछ उपलब्ध है लागत क्या होनी चाहिए और फिर हमें आदर्श मानकों को प्राप्य मानकों के लिए समायोजित करना होगा जिन्हें अपेक्षित मानक कहा जाता है इसलिए अंत में हम उस मानक के बारे में अधिक चिंतित होंगे जिसे अपेक्षित मानक कहा जाता है अपेक्षित मानक लागत मौजूदा समय या वर्तमान स्थिति या बाजार में वर्तमान परिदृश्य के अनुसार सब कुछ समायोजित करने के बाद मिलता है उत्पादन की अपेक्षित लागत क्या है जिसे अंततः मानक लागत कहा जाता है इसीलिए मैंने वहां से शुरू किया जहा कि शुरुआत में हमने इनमे तीन अंतरों पर चर्चा की थी हमने चर्चा की थी कि इनकी अलग अलग संरचना है और इन अलग अलग सरचनाओं की अपेक्षाओं मानकों और मानक लागतों के संदर्भ में चर्चा की थी इसलिए इन तीन अंतरों की हमने शुरुआत में पता लगाने की कोशिश की इसलिए वे तीन अलग अलग मानक उस तरह से हैं और अंततः वे मानक जो अंततः विकसित होते हैं उन्हें अपेक्षित मानक सबसे वांछनीय मानक सबसे वांछनीय मानक लागत सबसे अपेक्षित मानक लागत कहा जाता है एक बार जब आपके पास यानि सभी कारकों पर विचार करने के बाद आपके दिमाग में एक विचार है तब इसका मतलब है कि हम अलग अलग आगतों के लिए लागत की गणना करते रहते हैं और उसे मानक में परिवर्तित करते हैं तो इसका मतलब है कि अपेक्षाएं को फिर मानकों या मानक लागत में बदल दिया जाता है या मानक बिक्री मूल्य में भी हम दोनों के लिए मानक निर्धारित करते हैं लागत मानक तय करते हैं हम विक्रय मूल्य मानकों को भी तय करते हैं और हम बाजार में वास्तविक उत्पादन के लिए जाते है इसलिए जब आप आदर्श मानक के बारे में बात करते हैं तो अभी तुरंत आपको बताया है आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है पूर्ण या आदर्श मानक मौजूदा विनिर्देशों और उपकरणों का उपयोग करते हुए सर्वोत्तम बोधगम्य परिस्थितियों में सबसे संभव कुशल प्रदर्शन का परिणाम हैं अपशिष्ट खराब होने मशीन के टूटने और इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है इसका मतलब है कि सब कुछ हमारी उम्मीदों के अनुसार हमारी अनुसूची के अनुसार हमारी पसंद के अनुसार होगा लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है इसलिए यदि ऐसा होने जा रहा है तो आपको न्यूनतम संभव लागत मिलती है आदर्श स्थिति में आदर्श लागत लेकिन यह पहुंच से बहुत दूर है तो फिर हम कुछ ऐसे के लिए जाते हैं जैसे कि हम इसे वर्तमान में प्राप्य या अपेक्षित मानक कहते हैं वे प्रदर्शन के स्तरों के आधार पर प्राप्य मानक हैं जिन्हें यथार्थवादी स्तर के प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अब उदाहरण के लिए आप उन कई उत्पादों के बारे में बात करते हैं जिनके पास आगत के रूप में कृषि सामग्री है और हम अनुमान लगाते हैं कि आदर्श मानक यह है कि सब कुछ ठीक हो अच्छी बारिश हो अच्छी फसल हो और अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध जो केवल हम सोच सकते हैं हम केवल अनुमान लगा सकते हैं लेकिन क्या अच्छी बारिश होगी अच्छी फसल होगी और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध होगी यह हमारे हाथ में नहीं है आप सोच सकते हैं कि यह होना चाहिए लेकिन उसे होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें कुछ ऐसा विकसित करना होगा जिसे वर्तमान में प्राप्त मानक कहा जाता है इसलिए वर्तमान में प्राप्य मानक में सामान्य दोष खराब होने बर्बाद होने और अनुत्पादक समय के लिए प्रावधान किए जाते हैं हमें इसके लिए प्रावधान करना होगा ताकि अंत में प्राप्य मानकों पर काम किया जा सके अब हम मानक लागत और बजट के बारे में बात करते हैं मैंने आपसे पहले भी बात की है लेकिन यहाँ जो कुछ लिखा गया है उससे गुजरते हैं मानक लागत शब्द अक्सर एक इकाई की लागत को संदर्भित करता है जबकि बजटीय लागत शब्द अक्सर बजट इकाइयों की कुल संख्या के मानक लागत को संदर्भित करता है फिर हमने बजट के पहले अनुसूची के बारे में बात की अगर हम उसे याद करते हैं कि वह क्या था बिक्री अनुसूची कुल बिक्री जो हम करने जा रहे हैं वहां हम यह बात नहीं करते हैं या हमने इस बारे में बात भी नहीं की है कि उत्पाद A की इतनी बिक्री उत्पाद B की इतनी बिक्री उत्पाद C की इतनी बिक्री हम फर्म की कुल बिक्री के बारे में बात कर रहे थे यहां हम उत्पाद वार इकाई वार के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहां हम एक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं वहां हम उस बजट में हम बाजार में उत्पादित और बेची जाने वाली सभी उत्पादों के बात कर रहे हैं जो कि फर्म द्वारा निर्मित की जाती है और इसका विचरण विश्लेषण क्या है मानक और वास्तविक लागत के बीच के अंतर के विश्लेषण को मानक लागत विचरण के रूप में संदर्भित किया जाता है जो यह निर्धारित करने के लिए ज्ञात किया जाता है कि क्या संचालन कुशलता से किया जा रहा है विचरण विश्लेषण परिचालन में संभावित समस्याओं को उजागर करके कंपनियों को संचालन को नियंत्रित करने में मदद करता है हमें उम्मीद थी कि यह सामग्री की कीमत होगी सामग्री की प्रति इकाई कीमत इतनी होना चाहिए लेकिन हमें एक अलग मूल्य मिला है हमने अलग मूल्य का भुगतान किया है यह संभव हो सकता है कि कारण नियंत्रणीय था यह कृषि सामग्री थी जब हमने मानक विकसित किया तब हमने सोचा था कि जब मौसम आएगा तब सामग्री खरीद लेंगे और उस सामग्री का भण्डारण कर लेंगे और हमें मौसम के दौरान सामग्री बहुत सस्ती कीमत पर मिल जाएगा हम उसे थोक में खरीदेंगे और फिर उसका भण्डारण कर लेंगे लेकिन यह फर्म द्वारा नहीं किया गया था इसे मौसम के दौरान नहीं खरीदा गया था और बाद में जब आप मंडी या द्वितीयक बाजार से खरीद रहे थे तब आप उच्च कीमत चुका रहे हैं इसलिए यदि कारण नियंत्रणीय था लेकिन उस कारण को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई या कोई प्रयास नहीं किया गया है तब इसका अर्थ है कि हमें लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना है खरीद खरीद विभाग ज़िम्मेदार है और हमें उन कारणों की जाँच करनी है ताकि अगली बार ये विचरण घटित न हो सकें और आप मानकों की ओर अग्रसर हो या उन मानकों को प्राप्त करें जिन्हें आदर्श मानक कहा जाता है फिर अब हम कुछ इस तरह की बात करते हैं जिसे विचरण विश्लेषण कहते हैं जब हम विचरण विश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के विचरण विश्लेषणों करते हैं जो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं भौतिक विचरण श्रम विचरण ओवरहेड विचरण सही हैं क्योंकि यहां फिर से हम उत्पादन की कुल लागत को दो व्यापक घटकों में विभाजित करते हैं परिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत और इन तीन महत्वपूर्ण घटकों कच्चे माल श्रम और अन्य ओवरहेड्स के कारण अधिकांशतः परिवर्तनीय लागत होता है और ये तीनों प्रत्यक्ष लागत या परिवर्तनीय लागत हैं हम जो प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वह उत्पादन की लागत का मुख्य घटक है इस कलम में प्लास्टिक और स्याही वे दो सामग्रियां हैं जिनका हमने उपयोग किया है और ये इस कलम की लागत में योगदान करनेवाले मुख्य घटक है तो इसका मतलब है कि हमें इस घटक के बारे में सावधान रहना होगा इस चश्मा में वो प्रमुख सामग्री क्या है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं प्लास्टिक तो प्लास्टिक घटक या शीशा यहाँ महत्वपूर्ण घटक है इसलिए सामग्री प्रमुख घटक है जो उत्पादन की कुल लागत का 50 से 55 से 60 प्रतिशत तक योगदान देता है इसलिए पहले हम सामग्री के संबंध में विचरण का विश्लेषण करेंगे दूसरा योगदानकर्ता इसके बाद है वह जो लागत का 20 से 25 प्रतिशत तक होता है और आप इस दूसरे घटक के माध्यम से लागत को नियंत्रित कर सकते हैं आप इसे 15 से 20 प्रतिशत तक ला सकते हैं और यह श्रम के कारण आता है उत्पादन की कुल लागत में दूसरा सबसे बड़ा योगदान श्रम का है इसलिए सामग्री विचरण के बाद हम श्रम विचरण का विश्लेषण करेंगे और उत्पाद की लागत का शेष 15 से 20 प्रतिशत लागत के तीसरे घटक के कारण आता है और लागत का तीसरा घटक ओवरहेड है तो हम इन तीनों के विचरण विश्लेषण और परिवर्तनीय लागत या प्रत्यक्ष लागत का विचरण विश्लेषण करेंगे दूसरा घटक निश्चित लागत है यहाँ हम किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं निश्चित लागत निर्धारित रहती है चाहे आप एक इकाई का निर्माण करते हैं या आप 1000 इकाइयों का निर्माण करते हैं चाहे आप उत्पादन करते हैं या उत्पादन नहीं करते हैं आप कुछ भी निर्माण नहीं करते हैं आप निश्चित लागत का भुगतान करने जा रहे हैं आप संयंत्र भवन मशीनरी के मूल्यह्रास का भुगतान करने जा रहे हैं आप स्थायी कर्मचारियों को वेतन देने जा रहे हैं आप किराए या अन्य निश्चित उपकरणों या प्रतिष्ठानों के लिए भुगतान करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस लागत को कम नहीं कर सकते लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई निश्चित लागत न बढ़े और यह उत्पादन के किसी भी स्तर के लिए समान ही बना रहे और फिर अगले विचरण की हम गणना करते हैं जो है बिक्री विचरण बिक्री के स्तर का अनुमान क्या है और वास्तविक अर्थों में कितनी बिक्री हुई है कितना विचरण हैं और वे विचरण क्यों थे और पाँचवाँ विचरण भी हो सकता है जिसका मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया है और वह है लाभ विचरण जब आप गए थे आपने बजट भाग में देखा होगा जब आप बिक्री बजट के साथ शुरू करते हैं और फिर आप बजटीय लाभ और हानि खाते को तैयार करते हैं ताकि बजटीय लाभ और हानि ज्ञात हो यहां यदि आप संगठनात्मक लाभ या हानि को जानना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक और प्रत्येक उत्पाद स्तर पर लाभ की गणना करनी होगी आपको पता होना चाहिए कि आप जिन चार उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं उनमें से कौन फ़र्म के कुल लाभ में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है कौन दूसरा है कौन तीसरा है और कौन चौथा है ताकि किसी भी समय यदि आपको उत्पाद मिश्रण को बदलना पड़े तो आप इन उत्पादों के प्रदर्शन के बारे में पहले से ही जानते हैं इसलिए अब हम विभिन्न विचरणों के बारे में शीघ्रता से बात करेंगे और अगली कक्षा में फिर मैं इन विचरणों की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में बात करूँगा इसलिए सामग्री घटक के तहत हम पांच विचरणों की गणना करते हैं सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री उपज विचरण इन विचरणों की गणना कैसे करें इनका क्या अर्थ है इस पर मैं आपसे बात करूंगा फिर हम इन विचरणों की गणना करने के सूत्र जानेंगे फिर हम इन विचरणों की गणना की प्रक्रिया को जानने के लिए समस्याओं का समाधान करेंगे और फिर इनके विश्लेषण की प्रक्रिया को जानेंगे सही है अब हम अगले भाग के लिए जाते हैं जो कि श्रम विचरण है सामग्री की तरह श्रम के मामले में भी हम चार या पाँच विचरणों की गणना करते हैं ये पांच विचरण है श्रम लागत विचरण मजदूरी विचरण श्रम दक्षता विचरण श्रम निष्क्रिय समय विचरण और श्रम मिश्रण या गिरोह रचना विचरण हैं इन पांच विचरणों की हम श्रम के मामले में भी गणना करेंगे और फिर ओवरहेड्स के मामले में हम विभिन्न विचरणों की गणना करते हैं जैसे कि मोटे तौर पर हम ओवरहेड्स को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करते हैं चर ओवरहेड्स और स्थिर ओवरहेड्स इसलिए हम चर और स्थिर ओवरहेड्स के लिए भी विचरणों की गणना करेंगे और फिर हम दोनो विचरणों में अंतर का पता लगायेंगे और इन दो विचरणों के प्रभाव यानी समग्र ओवरहेड्स प्रदर्शन का पता लगाने की कोशिश करेंगे और फिर बिक्री विचरण बिक्री विचरण को आप बिक्री मूल्य विचरण भी कह सकते हैं इसलिए कुल बिक्री मूल्य प्रति इकाई कीमत का फलन होता है इसलिए बिक्री में हम बिक्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे और फिर हम बिक्री मात्रा विचरण की गणना करेंगे क्योंकि मूल्य कीमत पर निर्भर करता है और कीमत उत्पादन और बिक्री की मात्रा पर भी निर्भर करता है इसलिए हमें बिक्री खंड के अंतर्गत यहां दो विचरणों की गणना करनी है यानी बिक्री मात्रा विचरण और बिक्री मिश्रण विचरण और फिर लाभ और हानि विचरण है क्योकि हम उत्पाद वार बजटिय लाभ तय करते हैं और वास्तव में उन विभिन्न उत्पादों से कितना लाभ प्राप्त किया है यह जानना होगा इसलिए हमने उसके लिए पहले से ही मानक निर्धारित कर दिए हैं और फिर हम बजटिय और वास्तविक मुनाफे की तुलना करते हैं ताकि कभी भी यदि निर्माण प्रक्रिया में कोई समस्या हो जैसे कहें कि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है श्रम उपलब्ध नहीं है या उस उत्पाद का पता लगाना चाहते हैं जो कम लाभदायक हो गया है तो वह कर सके हम उत्पाद को हटाना चाहते हैं यदि आप नए उत्पाद को पेश करना चाहते है और उत्पाद मिश्रण को फिर से तय करना चाहते हैं तो आप उन उत्पादों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं जो कुल लाभ में सबसे बड़ा योगदानकर्ता हैं जो कुल लाभ में सबसे कम योगदानकर्ता हैं लाभ और जिन्हें बनाए रखा जाना सबसे अच्छा है और जिन्हें हटाया जाना है इसलिए लाभ विचरण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सवाल उठता है मैंने बजट प्रक्रिया के दौरान आपके साथ इस भाग पर पहले ही चर्चा की थी लेकिन हम इसे पुनः याद करते है विचरण की जांच कब करनी चाहिए विचरण की जांच कब होनी चाहिए यह जानना कि कब विचरण की जाँच की जाये बहुत कठिन है यह यहाँ लिखा गया है लेकिन मोटे तौर पर हम दहलीज़ निर्धारित कर सकते हैं मैंने आपको बजट चर्चा के दौरान पिछली कक्षाओं में बताया है कि प्रतिशत या निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में हम दहलीज़ को निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि अंततः लागत और लाभ विश्लेषण हमें हर बार करना होता है और विचरण विश्लेषण भी यह महत्वपूर्ण है सही है उदाहरण के लिए इस मामले में हमने लिखा है कि कई संगठनों ने दहलीज के ऐसे नियमों को विकसित किया है जैसे 5000 रूपए या लागत और बिक्री के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो ऐसे सभी विचरण की जाँच की जाये या तो आप निरपेक्ष रूप से या प्रतिशत में दहलीज़ को तय कर सकते हैं यदि सामग्री विचरण श्रम विचरण या ओवरहेड विचरण 5000 को पार करता है तो हम इसकी जांच करेंगे या प्रतिशत के संदर्भ में यदि यह 25 प्रतिशत है इसका मतलब वास्तविक के बजट की तुलना में फिर से हम जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए कहेंगे इसलिए या तो आप वास्तविक मानकों को तय कर सकते हैं या दहलीज़ को तय कर सकते हैं और आप इसे प्रतिशत के संदर्भ में दहलीज़ या मानक को तय कर सकते हैं एक बार जब यह उस स्तर को पार कर जाता है तो हमें विचरणों की जांच करनी होगी और फिर विचरणों के बीच अदला बदली होती है एक क्षेत्र में सुधार अन्य क्षेत्रों में सुधार कर सकता है और इसके विपरीत इसी तरह एक क्षेत्र में ख़राब प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन द्वारा संतुलित किया जा सकता है यह पता लगाया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सभी उत्पाद समान रूप से प्रदर्शन करेंगे या सभी बाजार जिसमें फर्म संचालित हो रही है वे समान रूप से प्रदर्शन करेंगे नहीं लेकिन हमें यह करने की कोशिश करनी चाहिए कि एक बाजार में नुकसान हो रहा है या एक बाजार में कम लाभ तो दूसरे बाजार से अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहिए एक उत्पाद से नुकसान या एक उत्पाद से कम लाभ को दुसरे उत्पाद के लाभ से और अच्छा बना सकते है और फर्म के समग्र लाभ प्रभावित नहीं होगा इसलिए यदि यह संभव है तब हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा होने जा रहा है यदि आप जानते हैं कि कौन सा उत्पाद लाभ में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है कौन उत्पाद लाभ में कम योगदान दे रहा है कौन नुकसान कमाने वाला उत्पाद है ताकि आप सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें और अंत में फर्म के लिए समय की दी गई अवधि के लिए बजटीय लाभ जो कुछ भी हो एक ही रहता है या जो प्राप्त किया जा सकता है और अंत में मैं आपके साथ अनुकूल या प्रतिकूल विचरण पर चर्चा करूंगा आप कहते हैं कि यह अनुकूल है किसी के लिए यह अनुकूल हो सकता है किसी के लिए यह प्रतिकूल हो सकता है ठीक है और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा अनुकूल या प्रतिकूल विचरण है आप तर्क का उपयोग करे न की सूत्र को रटे तर्क का सही उपयोग करें उदाहरण के लिए हमने सोचा था कि कच्चे माल की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई होना चाहिए लेकिन वास्तव में जब हम बाजार से सामग्री खरीदते हैं तो हमने इसे 13 रुपये प्रति इकाई पाया अब अगर आप १० की तुलना 13 से करते रहे तो आप कहेंगे कि विचरण है क्योंकि मानक १० था और हमने 13 रुपये का भुगतान किया है लेकिन यदि दी गई स्थिति या वर्तमान स्थिति में फर्म को 13 रुपये में भी वह सामग्री मिल गई जो अन्यथा बाजार में 20 रुपये में उपलब्ध थी तब आपको भी इसकी पहले से जानकारी होनी चाहिए या उचित तरीके से यह कहना चाहिए कि कोई भी विचरण नहीं है आप 13 की 10 से तुलना नहीं करते हैं मक्खी पर मक्खी को नहीं मारते हैं आपको यहां तर्कसंगत होना होगा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तब मानक मूल्य यह है उदाहरण के लिए यदि यह कृषि सामग्री थी और कोई फसल नहीं है तो हम इसे बर्बादी कह सकते हैं या फसल का पूर्ण नुकसान बाजार में कोई भी अच्छी सामग्री नहीं आ रही है और जो भी सामग्री बाजार में आ रही है उसकी कीमत अधिक है फिर भी खरीद विभाग ऐसी सामग्री का प्रबंध करने में सक्षम रहा है जो बाजार में 13 रुपये की जगह 20 रुपये में उपलब्ध है आपको 10 के साथ 13 रुपये की तुलना नहीं करते रहना चाहिए आपको इस मामले में 13 के साथ 20 रुपये की तुलना करनी चाहिए और आपको खरीद विभाग के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए सही है इसलिए यहाँ E MC वर्ग के बराबर है उत्कृष्टता प्रेरणा योग दोगुनी प्रतिबद्धता के बराबर है ठीक है तो यह ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक द्वारा दिया गया सूत्र है लेकिन हम इसे प्रबंधन में भी लागू करते हैं E MC वर्ग के बराबर है अर्थात यह प्रेरणा योग दुगनी प्रतिबद्धता है अगर कर्मचारियों और फर्मों के विभिन्न हितधारकों के बीच प्रदर्शन सुधारने की प्रेरणा है और वे प्रतिबद्ध हैं तो निश्चित रूप से आप कहते हैं कि विचरण विश्लेषण उसी भावना से उसी तर्क से उसी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हम यह कह सकें कि जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते थे वह हमने हासिल कर लिया है और यह हमारे कर्मचारियों की प्रेरणा और प्रतिबद्धता के कारण हुआ है केवल संख्यात्मक मूल्यों के साथ संख्यात्मक मूल्यों की तुलना नहीं करते रहें कभी कभी आपको तर्क को भी लागू करना होगा तो आप सामान्य रूप से संख्यात्मक मानों को लागू कर सकते हैं लेकिन आप सामान्य ज्ञान भी लागू करें और फिर आप देखेंगे हैं कि क्या वास्तव में विचरण हैं या नहीं हैं तो अब यह एक समस्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे इस तरह हमें कई अन्य समस्याएं भी होंगी मैं यहां कई अन्य समस्याएं लाऊंगा और फिर हम इन समस्याओं पर चर्चा करेंगे और हम अलग अलग विचरणों की गणना की प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे लेकिन इस तरह की समस्याओं पर चर्चा करने से पहले अगली कक्षा में मैं आपसे पहले विभिन्न प्रकार के विचरणों की गणना के सूत्र की चर्चा करूंगा और फिर हम इन समस्याओं को हल करेंगे इसलिए पहले हम सामग्री विचरण के साथ शुरू करेंगे फिर हम श्रम विचरण को जानेंगे और फिर हम ओवरहेड विचरण की ओर बढ़ेंगे इसलिए इन सबकी मैं अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करूंगा